सभी को नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम drug likeness के विषय पर जारी रखेंगे इसलिए हमने कई कारकों को देखा जो drug likeness की property में योगदान करते हैं पहले एक Pgp इफ्लक्स था P glucoprotein ये प्रोटीन हैं कोशिका झिल्ली में प्रोटीन जो कई बाहरी पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालता है इसलिए वे एक efflux पंप की तरह काम करते हैं तो दवा भी effluxed हो जाता है फिर आपको लिवर के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म और बायोट्रांसफॉर्म पर विचार करना होगा जिसमें oxidoreductases एंजाइम्स होता हैं इसलिए यह दवा को प्रभावित करता है दवा अधिक सक्रिय या कम सक्रिय हो सकती है मेटाबोलाइट्स विषाक्त हो सकते हैं इसलिए हमें plasma stability समझने की जरूरत है हमारे पास प्लाज्मा क्षेत्र में फिर से बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं वे दवा की संरचना को संशोधित कर सकते हैं और इसे निष्क्रिय कर सकते हैं प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जैसे मानव सीरम एल्ब्यूमिन अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन लिपोप्रोटीन इसलिए कार्बोक्जिलिक एसिड जैसे कार्बनिक आयन फिनोल मानव सीरम एल्ब्यूमिन को दृढ़ता से बांधते plasma binding हैं जबकि amines and hydrophobic compounds AGP steroids हैं वे AGP से बंधते हैं इसलिए दवा की जैव उपलब्धता कम हो सकती है तब एक और अवधारणा थी जिसे hERG blocking कहा जाता है यह एक प्रोटीन है जो potassium signalling में शामिल है और फिर से जो हृदय की electric activity के साथ संयुक्त है और दिल की धड़कन को प्रभावित करता है इसलिए इस विशेष प्रोटीन को अवरुद्ध करने वाली दवाएं दिल की धड़कन हृदय की लय को प्रभावित करेंगी इसलिए आपको यह जानना होगा कि क्या दवाओं का हृदय गतिविधि पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं फिर toxicity का संबंध इस बात से है कि क्या दवा में अल्पावधि दीर्घकालिक विषाक्तता जीनोटॉक्सिसिटी साइटोटॉक्सिसिटी है इसलिए हमें उन पहलुओं को भी समझना होगा तो ये सभी drug likeness property में योगदान करते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि एक सॉफ्टवेयर है जो विषाक्तता के गुणों की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है यह भविष्यवाणी की सहायता करने के लिए टुकड़े प्रदान करता है यह इस बात के लिए विशेष लिंक है मैं आपको केवल विशेष लिंक दिखाऊंगा इसलिए हमारे पास यह है इसे Coffer कहा जाता है इसलिए यह बहुत सारे विषाक्त पदार्थों की भविष्यवाणी कर सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं एम्स टेस्ट म्यूटाजेनिटी कार्सिनोजेनेसिटी फिर एस्ट्रोजेन टायरोसिन प्रोटीन काइनेज निषेध साइटोक्रोम पी 450 इनमें से बहुत से परीक्षण करता है उदाहरण के लिए मुझे एम्स टेस्ट mutagenicity दिखाई देती है इसलिए आप जानना चाहते हैं कि आपका कंपाउंड जो mutagenic की कोशिश कर रहे हैं zinc database मैं मेटफॉर्मिन उठाता हूं और फिर मैं SMILES notation की Copy करता हूं और मैं इसे यहां रख सकता हूं अब predicton कर सकता हूं तो आप mutagen non mutagen देखें इसलिए यह बताता है कि इनमें से कुछ टुकड़े हैं जो परीक्षण परिसर में मौजूद हैं वे सक्रिय हो सकते हैं जैसा कि आप इनमें से कुछ देख सकते हैं वे mutagenicity की दिशा में योगदान दे सकते हैं इनमें से कुछ समूह यहां हैं जब आपके पास यहां लाल रंग होता है तो इसका मतलब है कि वास्तव में और यह यौगिक जानकारी के बारे में थोड़ी जानकारी भी देता है इसलिए आप अधिक समय बिता सकते हैं हम माउस मॉडल में विभिन्न कार्सिनोजेनेसिटी देख सकते हैं हम इसमें डाल सकते हैं आपको एक prediction देता है इसलिए आप देख सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे टुकड़े carcinogenic activity का हिस्सा हैं इसका सक्रिय प्रभाव पड़ता है इसलिए बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है इसलिए वे कुछ माउस मॉडल में carcinogenicity में योगदान दे सकते हैं इसलिए हम इस फिंगरप्रिंट आधारित पद्धति का उपयोग करके बड़ी संख्या में predictions को कर सकते हैं हम यहां तक कि साइटोक्रोम पी 450 को भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने दिखाया था कि साइटोक्रोम पी 450 इनमें से कई गतिविधियों में शामिल है हम predict कर सकते हैं कि क्या ये cytochrome P 450 का हिस्सा हैं जो सक्रिय हैं इसलिए यह सॉफ़्टवेयर आपको बहुत सारी जानकारी दे सकता है जो रासायनिक यौगिकों की भविष्यवाणी करता है और टुकड़े प्रदान करता है और भविष्यवाणी की व्याख्या करने में सहायता करता है यह न केवल उन संपूर्ण यौगिकों है जो उन अंशों को देखता है जो उस विशेष यौगिक से बन सकते हैं और फिर उन टुकड़ों के properties की prediction करने का प्रयास करते हैं तो यह एक useful tool है और कई toxicity की predictions करने वाले उपकरण उपलब्ध नि शुल्क उपलब्ध हैं इसलिए आप अपने compound के परीक्षण जाँच भी कर सकते हैं दवा की समानता यौगिकों की तरह कई नियम हैं जैसे हमने लिपिंस्की के नियम म्यूज नियम और इस तरह की चीजों को देखा इसे आणविक भार 300 पर 2001 का ओपरा नियम 3 कहा जाता है जैसा कि आप लिपिंस्की के नियम कहता कि 500 लॉग पी 3 फिर से लॉग पी भी बहुत stringent हो गया है hydrogen bond donors 3 hydrogen bond acceptor की संख्या 3 इसलिए उन्हें लगता है कि सभी 3 आ रहे हैं एक अन्य पैरामीटर में लाते हैं जिसे flexible bond कहा जाता है polar surface area 60 angstrom square इसलिए उनके अनुसार अणु को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए यह polar surface area क्यों यदि आपको ग्राफ़ याद है मैंने आपको एक बार दिखाया चूंकि polar surface area GI के माध्यम से पारगम्यता बढ़ाता है इसलिए कोई इस क्षेत्र में काम करना चाहेगा यही कारण है कि polar surface area कम बचा है लेकिन यह नियम अधिक stringent है क्योंकि आप Lipinskis rule को देख सकते हैं एक और नियम है जिसे Hann et al rule नियम कहा जाता है bioavailability 30 clearance 30 प्रति मिनट चूहे में log D at 74 यह होना चाहिए कि साइटोक्रोम binding कम होना चाहिए plasma protein binding 995 acute और chronic toxicity होनी चाहिए कोई नहीं जीनोटॉक्सिसिटी कार्सिनोजेनेसिस टेराटोजेनिसिटी चिकित्सीय खिड़की से 5 से 10 बार खुराक पर कोई नहीं आम तौर पर हम हमेशा जहरीली सीमा का 110 वाँ संचालन करते हैं ताकि एक दवा likeness property के लिए Hann et al नियम है यहाँ आपके पास drug likeness के लिए Oprea का नियम 3 है Egan et al नामक एक और नियम है वे कहते हैं कि bad or good oral bioavailability नियम है इसलिए वे कहते हैं कि कुल polar surface area 132 होना चाहिए इसलिए 132 यहां गिर सकता है थोड़ा और अधिक जबकि Oprea rule stringent 60 log P 1 से 6 के बीच इसलिए आप देखते हैं कि यह एक और नियम है जो आपको बताता है कि एक अणु के लिए एक अच्छा विवरणक या पैरामीटर क्या होना चाहिए ताकि good oral bioavailability और drug likeness property हो एक और फ्रीवेयर है इसे ADME Tox फ़िल्टरिंग टूल FAF ड्रग्स 4 कहा जाता है यह सिलिको स्क्रीनिंग से पहले large compound libraries को फ़िल्टर करने का एक कार्यक्रम है इसलिए हम बड़ी संख्या में यौगिकों को स्क्रीन कर सकते हैं यह उसी के लिए लिंक है मैं आपको सिर्फ यह दिखाऊंगा Refer Slide Time 0906 यह FAF drugs 4 हैं इसलिए यह आपको गणना की बहुत संभावनाएं देता है हम ADME Tox को देख सकते हैं हम एक PhysChem डिस्क्रिप्टर का उपयोग कर सकते हैं जैसा कि आप आणविक भार देख सकते हैं log P log D log solubility polar surface area hydrogen bond donors hydrogen bond acceptors total hydrogen bond रिंग्स की संख्या छोटे सेटों के छोटे सेट सबसे बड़ी सिस्टम रिंग number of rotatable bonds carbon atoms hetero atoms hetero का अर्थ है हाइड्रोजन शामिल नहीं है भारी परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणु अनुपात के लिए हेटेरो Egans rule मौखिक भौतिक रसायन विज्ञान हम बहुत सारे डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकते हैं हम विवरणकों के आधार पर फ़िल्टरिंग भी कर सकते हैं तो आइए हम एक प्रणाली को देखें FAF इसलिए जब आप कहते हैं कि रन है इसलिए कल्पना करें कि मैं एक संरचना अपलोड कर रहा हूं एक फ़ाइल चुन सकता हूं इसे एसडीएफ फ़ाइल की आवश्यकता है इसलिए मैं एसडीएफ फ़ाइल लोड कर रहा हूं यह Bextra है यह एक चयनात्मक cyclooxygenase 2 अवरोधक है इसलिए मैंने इस फ़ाइल को लोड किया है और फिर मैं यहां बहुत सारी गणना कर सकता हूं क्योंकि आप नीचे जा सकते हैं हम कह सकते हैं कि log P computation तब हम यहां फ़िल्टरिंग संभावनाओं को देख सकते हैं इसलिए हम सिर्फ run देख सकते हैं इसलिए यह गणना करता है इसलिए यह बहुत गणना करता है और फिर यह आपको बहुत सारे गुण प्रदान करता है इसलिए यदि आपके पास कई अणु हैं तो यह molecular weight log P log D solubility rotatable bond rigid bonds flexibility donors acceptors को बहुत कुछ करता है इसलिए यह आपके द्वारा देखी जा सकने वाली यौगिक के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है hydrogen bonds hetero atoms total charge heavy atoms carbon atom तो यह आपको मौखिक जैवउपलब्धता देता है Egan rule भी अच्छा है इसलिए यदि मेरे पास 30 अणु या अधिक हैं तो मैं एक विशेष संपत्ति दिखाते हुए हिस्टोग्राम भी तैयार कर सकता हूं किसी विशेष संपत्ति का हिस्टोग्राम मैं log P का हिस्टोग्राम लगा सकता हूं या मैं वास्तव में log S और इतने पर आधारित हिस्टोग्राम लगा सकता हूं यह एक बहुत ही अच्छा सॉफ़्टवेयर है जो दवा की drug likeness property का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विवरणकों पर जानकारी एकत्र करने का प्रयास करता है और यह एक फ्रीवेयर है इसलिए हमने drug likeness oral bioavailability के बारे में बहुत कुछ देखा और जब oral bioavailability से लक्षित साइट तक दवा यात्रा करती है तो pH कैसे बदलता है या घुलनशीलता कैसे बदलती है इससे संबंधित क्या समस्याएं हैं यह कैसे जैव हो सकता है एंजाइमों की उपस्थिति के कारण रूपांतरित या यह प्लाज्मा क्षेत्र में अवशोषित हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं यह विशेष रूप से कार्डियक के लिए उपयोग करना चाहिए या विषाक्तता पैदा करना चाहिए और इसी तरह हमें एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना चाहिए जिसे Bioisosteres कहते हैं इस यह Bioisosteres क्या है यह संरचनात्मक रूप से संबंधित पदार्थों के बीच मनाया जाने वाला घटना है इसलिए जब वे संरचनात्मक रूप से संबंधित होते हैं तो उनके पास समान या विरोधी जैविक गुण होंगे यह वही है जिसे Bioisosteres कहा जाता है यदि वे संरचनात्मक रूप से संबंधित संभावनाएं हैं तो वे similar biological property का प्रदर्शन करेंगे इसलिए ये isosteres तत्व अणु या आयन होते हैं जिनकी वैलेंस स्तर पर समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इसलिए यदि उनके पास वैलेन्स स्तर पर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं तो संभावना है कि वे इसी तरह की संपत्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं जो कि Bioisosteres की अवधारणा है और जब आप दवा डिज़ाइन कर रहे हों तो यह बहुत उपयोगी है एक रासायनिक समूह को एक समान समूह द्वारा नकल किया जा सकता है जो कि Bioisosteres है इसलिए यह और यह बायोइज़ोस्टर है क्योंकि आपके यहां और यहां डबल बांड है इसलिए संभावना है कि उनके पास समान जैविक गुण हो सकते हैं इसलिए यदि आपके पास एक समूह के रूप में इसके साथ एक अणु है अगर मैं इसे इस समूह के साथ प्रतिस्थापित करता हूं तो संभावना है कि यह एक समान जैविक गतिविधि होगी इसलिए उदाहरण के लिए इसे देखें ये सभी एंटी बैक्टीरियल सल्फा आधारित दवाएं हैं इसलिए यह भाग एक जैसा है इसलिए यहाँ केवल अंतर हैं piperidine और फिर कुछ hetero cycle nitrogen oxygen hetero cycle इसलिए इन समूहों को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्थापित किया जा सकता है और आपको एक समान गतिविधि मिलती है यह देखो मैंने यह लंबे समय से पहले दिखाया था ये दवाओं के लिए चुनिंदा cyclooxygenase हैं इनका निर्माण Pfizer and Merck आदि द्वारा किया जाता है और celecoxib etoricoxib valdecoxi इस पर गौर करते हैं उनके पास है उन सभी को diaryl देखें और फिर यहाँ एक hetero cycle group है 5 सदस्य या 6 member hetero cycle इसलिए इन यौगिकों में सटीक गतिविधि नहीं है समान गतिविधि है इन्हें Bioisosteres कहा जा सकता है Analgesic nicotine ABT 418 57 यह इस पर एक नैदानिक परीक्षण दवा है ये सभी हैं ये 2 बायोइज़ोस्टर हैं Antiulcer यह भाग समान है ramotodome and nizatidine इसे देखो hetero cycles अलग हैं यह एक ऑक्सीजन 5 सदस्य है यह nitro 5 membered rings है यह एक पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन दवा है सिल्डेनाफिल वॉर्डनफिल इसे देखें यह हिस्सा समान है इसलिए इस हिस्से को बदल दिया गया है और वे इसी तरह की गतिविधि का प्रदर्शन करते हैं उदाहरण के लिए सल्फानिलमाइड prontosil का एक सक्रिय मेटाबोलाइट संरचना में एक जीवाणुरोधी जैसा कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसलिए यह बैक्टीरिया का एक सब्सट्रेट है यह सल्फा दवा है जिसे सब्सट्रेट की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था इसलिए यह उसी सक्रिय स्थल पर जाता है और बैक्टीरिया को मारता है ये सल्फा ड्रग्स हैं जिन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद लंबे समय बाद खोजा गया था वे प्रतिस्पर्धी अवरोधक हैं Grimms hydride displacement law हैं उस के अनुसार ये Bioisosteres हैं अगर मेरे पास OH समूह के साथ एक अणु है तो मैं इसे NH2 के साथ बदल सकता हूं फिर मुझे उम्मीद है कि इसकी समान गतिविधि होगी या मैं इसे CH3 के साथ बदल सकता हूं और उम्मीद कर सकता हूं कि इसी तरह की गतिविधि हो बेशक अन्य गुण बदल सकते हैं बेशक बदल जाएगा क्योंकि hydrophilic to hydrophobic इसलिए घुलनशीलता बदल सकती है total polar surface area बदल सकता है hydrogen bond acceptor डोनेशन बदल जाता है लेकिन हम बायोएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं Bioisosteres केवल जैव गतिविधि के बारे में बात करते हैं इसलिए मैं नई संरचनाओं के साथ आ सकता हूं क्योंकि शायद कुछ गुण अच्छे नहीं हैं इसलिए मैं उदाहरण के लिए इसे अधिक हाइड्रोफोबिक बनाना चाहता हूं इसलिए मैं NH2को CH3 से बदल सकता हूं जिसमें समान गतिविधि होने की उम्मीद है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोई और अधिक हाइड्रोजन बांड स्वीकर्ता नहीं है यह अधिक हाइड्रोफोबिक भी है इसलिए कुछ अन्य दवा समानता संपत्ति बदल सकती है तो यहाँ भी ऐसा ही है NH को CH2 से बदला जा सकता है इसलिए ये इन पर आधारित Bioisosteres हैं और इसलिए हम नए अणुओं को डिजाइन कर सकते हैं और गतिविधि को बनाए रखने की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन अन्य गुणों जैसे घुलनशीलता को बदल सकते हैं हो सकता है log P शायद hydrogen bond acceptor capability or hydrogen bond donating capability है इसलिए इन सभी को बदला जा सकता है अगर मुझे पता है कि कुछ कार्यात्मक समूहों के Bioisosteres क्या हैं जहां मैंने आपको कई उदाहरण दिखाए Classic Bioisosteres इन्हें क्लासिक बायोइज़ोस्टर कहा जाता है इसलिए monovalent atoms or group divalent atoms or group trivalent atoms or group tetrasubstituted atoms जैसे ये Classic Bioisosteres हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसे जरूर देखें आपके पास non classic Bioisosteres भी हैं cyclic verses noncyclic functional groups Retroisoterism हमारे पास ऐसे समूह हैं जो इस श्रेणी में आते हैं इसलिए इन्हें Bioisosteres कहा जाता है तो इसका बहुत बड़ा फायदा है अगर मुझे पता है कि कौन से समूह अपने Bioisosteres द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की गतिविधि के लिए यौगिक होगा लेकिन यह मेरे अन्य गुणों को बदल देगा likeness property physicochemical properties के प्रकार के आधार पर भौतिक गुण मैं इसे बदल रहा हूं इन गुणों को बदलने के लिए अणुओं पर खेलने के लिए Bioisosterism बहुत अच्छी चाल है लेकिन अपनी गतिविधि को समान बनाए रखें अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जो पिछले 5 से 10 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है इसे Pan Assay interference compound कहा जाता है दर्द इस Pan Assay interference compound क्या अर्थ है जब हम high throughput screening करते हैं तो हमें कभी कभी irrelevant positives false positives frequent hitters यौगिक मिलते हैं जो परख तकनीक के साथ हस्तक्षेप करते हैं इसलिए यह वास्तव में एक एंजाइम के एंजाइम के जैव रासायनिक निषेध नहीं कर रहा है हम कुछ यौगिक के साथ एक एंजाइम परख कर रहे हैं यह वास्तव में एंजाइम पर काम नहीं कर रहा है लेकिन यह परख के साथ हस्तक्षेप कर सकता है उदाहरण के लिए यह परख तरंग wavelengths or compounds में अवशोषित या फ़्लॉर्सिंग हो सकता है जो pharmacological irrelevant manner से परख घटकों के साथ हस्तक्षेप करते हैं या इसे प्रोटीन को दर्शाते हुए प्रोटीन एकत्र किया जा सकता है इसलिए यह स्क्रीनिंग में एक हिट के रूप में प्रकट हो सकता है झूठी सकारात्मक एक निरर्थक तरीके से एक उच्च संभावना के साथ यौगिक यह बहुत विशेष रूप से या तो competitive inhibitor या allosteric non competitive के रूप में कार्य नहीं कर रहा है Frequent hitters यह कई अप्रासंगिक स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उन्हें PAINS कहा जाता है झूठे सकारात्मक झूठी नकारात्मक की पहचान करने की तकनीकों को भी लागू किया जा सकता है और पहचाने जाने वाले यौगिकों को विशेष रूप से आश्वस्त किया जाता है जब हम इस प्रकार की चीजें कर रहे होते हैं आइए हम पान परख हस्तक्षेप यौगिकों में और अधिक विवरण दें परख प्लेटफार्मों और प्रोटीन की एक सीमा के पार गतिविधि दिखाने की उनकी क्षमता इसलिए आप सूजन पर प्रोटीन पर एक अध्ययन कर रहे हैं या आप किसी अन्य चीज पर अध्ययन कर रहे हैं हृदय संबंधी हो सकता है एक ही यौगिक कई में दिखाई दे सकता है कई जगहों पर नहीं क्योंकि वे इन प्रोटीन को रोक रहे हैं लेकिन शायद वे परख को प्रभावित कर रहे हैं या तो एक ही झिल्ली में फ्लोरोसेंट या अवशोषित कर रहे हैं एक ही प्रकार के अणु की बार बार आशाजनक हिट के रूप में पहचान इसलिए यह विभिन्न प्रोटीन के खिलाफ एक आशाजनक हिट के रूप में प्रकट हो सकता है इसलिए स्पष्ट रूप से ऐसी स्थितियों में हमें सावधान रहना होगा अधिकांश PAIN दवाओं को भेदभाव करने के बजाय प्रतिक्रियाशील रसायनों के रूप में कार्य करते हैं इसलिए वे प्रतिक्रिया कर सकते हैं वे प्रोटीन को बदनाम कर सकते हैं या वास्तव में दवा के रूप में प्रदर्शन करने के बजाय प्रोटीन एकत्र कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह एक बहुत ही dangerous candidate है प्रकाशनों में rhodanine जैविक गतिविधि होने के रूप में 2132 रोडेनाइन की सूचना है rhodanines इसलिए यह सोचा जा सकता है जैसे कि वे चिकित्सीय विकास के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन वास्तव में वे प्रकाश प्रेरित प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं जो अपरिवर्तनीय रूप से प्रोटीन को संशोधित करते हैं इसलिए प्रोटीन विकृत हो जाता है वे संशोधित हो जाते हैं जबकि जब हम रोडानिन की उपस्थिति में परख करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वे प्रोटीन पर काम कर रहे हैं इसलिए वे चिकित्सीय विकास के लिए आशाजनक प्रतीत होते हैं और उन्हें बहुत सारी जैविक गतिविधि लगती है तो रोडानिन उनमें से लगभग 2000 हैं इसलिए वे वास्तव में नहीं हैं यौगिक जिन्हें दवा के रूप में लिया जा सकता है लेकिन ये ऐसे यौगिक हैं जो आपके परख को प्रभावित करते हैं जो आपके प्रोटीन को अपरिवर्तनीय तरीके से प्रभावित करते हैं उन्हें pan assay interference कहा जाता है उस प्रकृति के कई यौगिक हैं डबल बॉन्ड वगैरह के साथ कई नाइट्रोजन इसे देखें इनमें से बहुत से 5 सदस्य नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बड़ी संख्या में यौगिक सॉफ्टवेयर्स फ्रीवेअर हैं जहां आप अपना कंपाउंड अपलोड करते हैं और यह बताता है कि आपका कंपाउंड एक इंटरफेरिंग कंपोनेंट हो सकता है pan assay interference करने वाला घटक यदि आपके कंपाउंड में इस प्रकार की कार्यक्षमता है जिसे आप बेहतर तरीके से देखते हैं तो यह एक हस्तक्षेप करने वाला घटक हो सकता है तो यह सॉफ्टवेयर वही है जो मैंने कहा था यदि आप इस सॉफ़्टवेयर पर जाते हैं तो आप अपनी संरचनाएं अपलोड कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्या यह पैन है PAIN यौगिक या नहीं तो कैसे क्या हम PAIN का पता लगाते हैं हमें साहित्य की अधिरचना की खोज को देखना होगा हमें कुछ बाध्यकारी अध्ययन करने की आवश्यकता है यदि आप एक प्रोटीन आधारित जैव रासायनिक परख कर रहे हैं यदि आपको लगता है कि एक यौगिक अच्छी गतिविधि दिखा रहा है तो एक binding kinetics करना अच्छा है जिसका अर्थ है कि आप सब्सट्रेट की सांद्रता अवरोधक की सांद्रता को बदलते हैं और देखें कि क्या यह Michaelis Menten equation का अनुसरण करता है इसलिए यह binding kinetics है तो वहाँ से आपको ठीक से पता चल जाएगा कि आपका यौगिक PAIN की श्रेणी में आता है या नहीं जैव रासायनिक और कोशिका आधारित परख में गतिविधि तो आप जैव रासायनिक करते हैं और फिर सेल आधारित assays में भी जाते हैं ऑर्थोगोनल परख का उपयोग कर स्क्रीनिंग इसलिए आपने एक विशेष परख में एक हिट पाया है अब कोशिश करें और मैं कहता हूं कि जो पूरी तरह से अलग है orthogonally अलग और फिर देखते हैं कि यौगिक दिखाता है या नहीं SAR को समझाने इसलिए यदि आपके पास एक यौगिक है जो गतिविधि दिखाता है तो अगर मैं संरचनात्मक संशोधन इलेक्ट्रॉन वापस लेना इलेक्ट्रॉन दान या हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक करता हूं क्या मुझे एक अच्छी संरचना गतिविधि संबंध मिल सकता है यदि नहीं तो आप बेहतर सावधान रहें कि यह एक PAiN कंपाउंड हो सकता है इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपका यौगिक इस श्रेणी में नहीं आता है और यह एक विशेष प्रोटीन के लिए एक वास्तविक अवरोधक है जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं इसलिए PAIN की यह अवधारणा पिछले 10 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है ताकि आप अपने स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में कुछ गलत सकारात्मकता के साथ समाप्त न हों इसलिए हम अगली कक्षा में और जारी रखेंगे आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद